आपका फिर से स्वागत है प्रिय दोस्तों हम प्रभावशाली लेखन की चर्चा कर रहे हैं औरउसप्रसंगमें हम अब चर्चा करने जा रहे हैं भाषण के दूसरे भाग की जिसका शीर्षक है प्रभावशाली लेखन के सिद्धांत जैसा आपको याद है पहले भाग में हमने बात करी कई प्रकार के लेखक के बारे मैं जो हम हैं और हमने विभिन्न सीमाओं और विभिन्न बारीकियों के बारे में भी बात करी यहाँ हम अपने आप कोसीमित रखेंगे ज़रूरतों के बारे में बात करने तक मेरा मतलब जो आवश्यकताएं हमें प्रभावशाली लेखक बनाते हैं अब हम यहाँ ध्यान भी देंगे कुछ उदाहरणों पे और आप ध्यान जरूर दीजिए विभिन्नस्तर प्रकार और आवश्यकताओं पर और यह उदाहरण जो दिए गए हैं बहुत सहायक होंगे आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए की आप कैसे एक प्रभावशाली लेखक बन सकते हैं इन चल का उपयोग करकेऔर इन दिशा निर्देशों का उपयोग करके तो चलिए पहले बात करते हैं लेखन के विभिन्न प्रकार के बारे में अब जैसा मैंने पहले कहता था कई प्रकार के लेखन हो सकते हैं स्थिति परिस्थिति संगठन और संसथान के सनुसार मगर अपने फायदे के लिए कोशिश करते हैं इन्हें तीन श्रेणियों में बांटने का पहला है व्यवसाय लेखन और यह व्यवसाय लेखन हम हर दिन अभ्यास करते आ रहे हैं चाहे अपने संगठन में या अपने दैनिक जीवन में और फिर अक्सर ऐसी भी स्थिति आती है आपको किसी शिकायत पत्र का उत्तर लिखना होता है या आपको कोई सौदा करना होता है या आपको एक विवरण लिखना हो सकता है तो इन व्यवसाय लेखन के भी आमतौर पर कई प्रकार हो सकते हैं और हम चर्चा करेंगे जब हमने व्यवसाय लेखन विस्तार में समझा लिया हो कैसे यह शामिल करता है विवरण ज्ञापन शामिल करता है हर वर्ग के विवरण को यह खत आवेदन के बारे में भी बात करता है यह तकनीकी वर्णन प्रस्ताव और इन सब के बारे में भी बात कर सकता है समय के अनुसार हम हम इस परविस्तार मेंचर्चा करेंगे अगला प्रकार जिसकी मै चर्चा करूंगा इस कोर्स में वह शैक्षिक लेखन के बारे में है तो हम आप केवल व्यवसाय लेखन तक सीमित नहीं आपको आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कुछ लिखने का अपने आपको श्रुत बनाने के लिए आपके आपको अकादमिक रूप में पहचाने जाने के लिए तो आपको हो सकता है कभी कभी लेख्य लिखने पड़े अनुच्छेद एवं पत्रिका अनुच्छेद या कभी कोई विवरण जैसे थीसिस विवरण कभी सार कभी कार्यपालक सारांश और आदि और अगर समय अनुमति देता है तो हम रचनात्मक लेखन के बारे में भी बात करेंगे कुछ भाषणों में तो विभिन्न प्रकार के लेखन समझने के बाद चलिए अब समझते हैं वास्तव में क्या क्योंकि यह सभी लेखन भले ही अपने शब्दावली में अलग हो मगर साथ ही आपको यह समझना होगा कि हमें जनता जरुरी है और हमें समझना जरुरी है क्या हैं यह विभिन्न स्तर पहले बात हुई कैसे आप सोच सकते हैं लेखक बनने के बारे में और कैसे आप शुरू कर सकते हैं मगर फिर कब आप लिखना शुरू करते हैं जब आप लिखना शुरू करते हैं विशेष रूप में आपको सोचना होता है कि क्या लेखन के कोई स्तर हैं बेशक क्योंकि हर लेखन के कुछ स्तर होंगे और सभी लेखन में कुछ आवश्यक अवयव भी होंगे तो हम बात करेंगे विविध स्तरों के बारे में आपको संक्षिप्त बताने के लिए सभी लेखन में केवल तीन स्तर हैं पहला स्तर है पूर्व लेखन दूसरा स्तर है लेखन और तीसरा स्तर हैतत्पश्चातलेखन या इसेपुनर्लेखनभी कहा जा सकता है शायद हम इसे संशोधनभी कह सकते हैं तो हम चर्चा करेंगे मगर उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है वास्तव में प्रभावशाली लेखन के लिए अनिवार्य क्या है अब यहाँ आप देख सकते हैं इस ग्राफ पर जहाँ कई अवयव हैं मगर हम यहाँ सभी अवयव सम्मिलितनहीं कर सकते मगर फिर हमें अपना ध्यान कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सबसेबेहतरअवयवमें से एक की ओरनाभि करना होगा पहला है व्यवस्था आपको याद है कैसा मैने पिछले भाषण में कहा कि सभी लेखन एक जैसे नहीं हैं सभी लेखन अलग हैं अपने अभिन्यास के अनुसार अपने व्यवस्था के अनुसार तो जब हम किसी विशिष्ट लेखन की बात करते हैं सभी लेखन का अलग अभिन्यास होगा अलग संरचना या व्यवस्थाहोगी हम इसकी चर्चा करेंगे फिर जब हम बाकी बारीकियों पर आते हैं प्रभावशाली लेखन की आपकी लेखन प्रभावशाली केवल तभी हो सकती है जब वह एक प्रकार सेसंक्षिप्तहो क्योंकि जैसा हमने पहले कहा था कि हम सभी के पास समय की समस्या है हम सभी अपना कार्य कम से कम समय में करना चाहते हैं और हम कम ज्यादा करना चाहते हैं कमसमय में तो हम सोचेंगे कैसे हम अपना लेखन संक्षिप्त बना सकते हैं कैसे हम अपने लेखन को मुद्दे पर विशिष्ट बना सकते हैं और फिर हम स्पष्टता के बारे में भी सोचेंगे हम में कई जो कुछ लिखने का सोचते हैं हम वास्तव में बाधाओं से मिलते हैं कुछ अशांति कुछ अवरोध और यह हमेंप्रभावशाली नहीं बनता है स्पष्टता लाने के रूप में जब तब कि हमारी लेखन स्पष्ट नहीं वह पाठकों को लाभ नहीं देगी और फिर हम एकता सुसंगति अनुक्रम के बारे में भी बात करेंगे जब आप कुछ लिखते हैं आप वास्तव में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिखते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने केलिए आपकी लेखन में एकता होनी चाहिए और न केवल एकता बल्कि उसमें एक प्रकार की सुसंगति होनी चाहिए और फिर अनुक्रम हम यह भीबात करेंगे की कैसे हम अनुक्रम ला सकते हैं अपनी लेखन में और फिर प्रशन आता है भाषा और अंदाज़ का क्या आपको नहीं लगता कि एक सीवी की भाषा और एक विवरण की भाषा अलग है एक शिकायत खत की भाषा और समायोजन खतकी भाषा अलग है रचनात्मक लेखन की भाषा और भाषा उदाहरण के लिए एक विवादपूर्ण रचना या विवादपूर्ण लेखन उदाहरण के लिए थीसिस लेखन अलग है और जब हमने यह सब सोच लिया है तब वास्तव में जो हमारेसमझ में आएगा या हमारे सोच में आएगा वह है कि हमारी लेखन सही है या नहीं क्योंकि जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं अब शायद शब्दों के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन आपको यह भी समझना औरउगाहनाहोगा कि आपकी लेखन को सही होना है जब हम सुधार कीबात करते हैं हमें व्याकरणिक शुद्धता के बारे में भी सोचना होगा हम उसकी चर्चा भी करेंगे तो अवयव समझा गया है लेखन का पहला स्तर है पूर्व लेखन जैसा मैने पहले कहा सबसे पहले आपको तय करना होगा आप क्यों लिख रहे हैं तो जब आपने तय कर लिया है आप क्यों लिख रहे हैं आप क्यों लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं किसी को समझने के लिए या किसी को एहसासदिलाने के लिए किसी से कोई उत्पाद खरीदवाने के लिए अगर आप व्यवसाय में हैं या किसी को अपने सोचने का तरीका समझाने के लिए जब आप तर्कपूर्ण ढंग से लिख रहे हैं तो पहला स्तर है पूर्व लेखन क्या होना चाहिए पूर्व लेखन में क्या होना है पूर्व लेखन में पूरब लेखन में पहले आप सोचते हैं कि शुरू कैसे करना है किस तरह कालेखन क्या होना चाहिए शीर्षक कैसे शीर्षक के बाद आप शुरू करेंगे जब आप शुरू करेंगे क्या होना चाहिए पहला वाक्य या उससे भी पहले लिखनेसे भी पहले आप सोच रहे हो सकते हैं मान लीजिए अगर आप कुछ लिखने जा रहे हैं और एक विशेष उद्देश्य के साथ एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए या मान लीजिए आप एक सीवी प्रस्तुत करने जा रहे हैं अब आप सोचेंगे के कहाँ से मुझे ये जानकारी मिलेगी है ना तो आप सच रहे होंगे जानकारी के बारे में तो विषय वस्तुइकट्ठा करनाआपकीपहलीआवश्ख्यकता होगी और जब आप विषय वस्तुइकठ्ठा करते हैं विभिन्न सूत्रों से मेरा मतलब विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से तब आप सोचते हैं लिखने का तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तब लेखन के सभी बारीकियां आपके सामने आती हैं लेखन के बारीकियों में आरंभशामिल है क्योंकि हर लेखन का आरंभ होगा हर लेखनकी शुरुआत होगी एक प्रकार की उन्नति और आखिर में आपके पास कोई अंत या निष्कर्षभी होगा अब इस पूरे प्रक्रिया में आपको यह भीध्यान में रखना है कैसे आप प्रयोग कर सकते हैंआरंभ विकास अनुच्छेद वाक्यों संरचनाओं का और फिरकैसे आप इस जानकारी को प्रस्तुत करेंगे क्योंकि आप भी लिख रहे हैं मगर एक तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं दुसरे समूह को समझाने की अपने पाठकों को समझाने की तो जब तक हमारा पाठक नहीं समझता कोई नहीं आप जानते हैं आपका लिखने का उद्देश्य असफल होता है तो लिखना की पूरी प्रक्रिया में यह सभी शामिल है और फिर आखिर में ततपश्चात लेखन अब क्या है यह ततपश्चात लेखन ततपश्चात लेखनइस प्रकार का लेखन है जिसमें आपको समय मिलता है संशोधन के लिए आप जानते हैं एक लेखक यह तक कहा है कि लोगों को अपने समय का२५ प्रतिशत पूर्व लेखन में लगाना चाहिए और फिर २५ प्रतिशत समय पूर्व लेखन में लगाने के बाद उन्हें जा कर अपने समय का२५ प्रतिशत केवल लिखने में लगाना चाहिए और फिर उन्हें अपना समय लगाना भी चाहिए मेरा मतलब ४५ प्रतिशत समय तत्पश्चात लेखन में लगाना चाहिए क्योंकि जब आप फिर से लिखते हैं यह वास्तव में आख़िरी स्तर है लेकिन मगर यह सबसे महत्वपूर्ण है सभी स्तरों में से क्योंकि सभी लेखक अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगते हैं अपने दस्तावेज़संशोधनकरने में क्योंकि जब आप संशोधन करने जा रहे हैं आप वास्तव में अपने दस्तावेज़ को एक आख़िरी आकर देने जा रहे हैं तो आपके समय का ४५ प्रतिशतततपश्चात लेखन में लगना चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों अब जब आपने तय कर लिया है जब आप जब आप आते हैं पहले ही प्रबंध करने के लिए या आप आते हैं पूर्व लिखनेअपने विषय वस्तुको पहलेहै व्यवस्था जैसा हमने पहले चर्चा किया था संगठन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है उनुचित व्यवस्था मान लीजिए आपने एक आलेख लिखना शुरू किया और आप उसकी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि आप एक प्रारूप बनाएगे जिस भी तरीके से आप लिख रहे हैं जो भी आलेख अब बनाने जा रहे हैं मगर फिर जब आप व्यवस्था करने जा रहे हैं आपको सोचना होगा कैसे आपकोमामले को परोसना चाहिए आप जानते हैं यह एक थाली परोसने जैसाहै कि जानिए क्या दिया जाना चाहिए पहले और उससे भी पहले आपको सोचना चाहिएकिस थाली में या किसी प्लेटमें परोसा जाए तो सबसे पहला आकर्षण आपके व्यवस्था के तरीके में है तो उनुचित व्यवस्था पाठक के उत्साह को बिगाड़ती है और आप जानते हैं आपका मुख्य उद्देश्य जिसे आप हासिल करेंगे आप वास्तव में एक लक्ष्य हासिल करेंगे आप एक प्रकार की मंगलकामना बनाएंगे अंत में जब तक आपके और आपके पाठक के बीच सहयोग नहींयह मामला या यह लिखितविषय वस्तुअपनी चाही उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा और फिर आपको एकउचित अनुक्रम का भी पालन करना होगा मेरा मतलब एक के बाद एक नहीं तो आप कैसेइसे अनुक्रमित करेंगे क्योंकि एक अनुक्रम अनुक्रम से मेरा मतलब पूरे विषय वस्तु का तारतम्य है किसी भी विषय वस्तु को अनुक्रम देने से जो वास्तव मेंपाठक को बरकरार रखता है पाठक प्रेरित होता है पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है तो आपको न केवल अपना दस्तावेज़ आकर्षक बनाना है बल्कि फिर आपको अपने दस्तावेज़ को सुहाना बनाना है मेरा मतलब उसे एक प्रकार से दिलचस्प होना है और फिर आखिर में जब आप उसे अनुक्रमित करने जा रहे है अनुक्रम से मेरा मतलब है पसंद करना एक चीज़ को दुसरे से ज्यादा पसंद करना पहले क्या आना चाहिए अगला क्या आना चाहिए जब आप यह प्रदान करते हैं आप पाएंगे कि आपकी लेखन न केवल आकर्षक बन जाती है आपकी लेखन इतनी आकर्षक बन जाती है कि लेखक वास्तव में उसमें अटक जाते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य किसी भी दस्तावेज़ के लेखक के रूप में पाठक को शामिल करना होता है अब आप देख सकते हैं सुन्दर पंक्तियों में से एक जिसे मैने सत्यजीत रे केएक निबंध से लिया है और निबंध का शीर्षक है फिल्म मेकिंग अब देखिए कैसे लेखक ने कैसे वह वर्णन करने जाते हैं कैसे वह एक अनुभव का बयान करते हैं और वह कहते हैं जितने सवाल मुझसे पूछे गए हैंसाक्षात्कर्ताओंद्वारा पिछले करीब दस साल में दो ज्यादा अक्सर पाएगए हैं बाकियों से तो सबसे पहले वाक्य में वह पाठकों को आकर्षित करते हैं वह वास्तव में पाठको को बताते हैं केवल यह नाम सत्यजीत रे इतना प्रभाशाली है कि यह आकर्षित करता है लेकिन फिर जो वह कहते हैं और ज्यादा आकर्षक बन जाता है तो सबसे पहले वाक्य में वह आकर्षित करते हैं और जब वह आकर्षित करते हैं जब वह कुछ डालते हैं पहले वाक्य में फिर जोवह आने वाले वाक्य में करेंगे उसे वास्तव में अनुकूल होना चाहिए जिसे मैने अनुकूल होना कहा है नहीं इसे वास्तव मेंअनुकूल होना चाहिए इसेएक प्रकार का अनुकूल प्रदान करना चाहिए इसे अनुकूल होना चाहिए इसे एक प्रकार कासम्मिश्रणप्रदान करना चाहिए तो पहले उन्होंने कहा दो ज्यादा अक्सर पाए गए हैं और आप पाएंगे कि जब वह दो कहते हैं वह कहते हैं पिछले करीब दस सालों में दो ज्यादा अक्सर पाए गए हैं दो वह कहते हैं दो दो ज्यादा अक्सर पाए गए हैं और फिर वह कहते हैं अब जब वह दो कहते हैं कैसे वह इसको अनुकूल करेंगे पहला है वह पाठक को काबू में रखते हैं पहला है कैसे और क्यों मै लिखने आया अब देखिए पहला है कैसे और क्यों मै फिल्मों में आया यह अक्सर पूछा गया है इस जानकारी से साथ कि मैने अपना व्यवसाय विज्ञापन में शुरू क्या था एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर के रूप में पूछने वाले को यह संक्रमण शायद ज्यादा ही आकस्मिक ज्यादा हीविवेकाधीन लगा होगा कैसे कोई एक दिन साबुन के आवरण बनाता है और दूसरे दिन सिनेमा की रूप रेखा तैयार करता है अब जो मै आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ है कि जब आप एक अनुच्छेद लिखते हैं तब आप जिस पर काम करना चाहिए वह है कि कैसे आप पूरे अनुच्छेद को किसी चीज़ के बारे में बात करवाएंगे मेरा मतलब एक अकेली चीज़ यही है मेरा मतलब एकता लाने से और यह कहने के बाद व्यवसाय की चर्चा करने के बाद अब हम यह समझते हैं जैसा मैने पहले कहा कि आपको आपने पाठकों की मांग पूरी करने होती है आपने पहले देखा कैसे सत्यजीत रे भी अपने अनुच्छेद में बना रहे हैंएक प्रकार का आप जानते हैं वातावरण जहाँ वह चाहते हैं उनके पाठक समझे कि लेखक पाठक के साथ है एक आप रवैया बनाइए मेरा मतलब चाहे आप व्यवसाय में काम कर रहे हैं या आप किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं या आप कोई विशेष प्रभाव हासिल करना चाह रहे हैं आपको सोचना होगा ज्यादातर समय अपने पाठक के बारे में तो आप पूरी करियेपाठकों के इच्छा और जब आप पाठकों की फ़िक्र करते हैं कृपया ध्यान रखें आपको हमेशा बचना है ऐसी भाषा से जो पूर्वाग्रह नहीं पूर्वाग्रह रूप में पूर्वाग्रह लिंग के रूप में पूर्वाग्रह संस्कृति के रूप में कुछ ऐसे मत कहिए जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाए अक्सर एक व्यक्ति शायद किसी दूसरे संस्कृति से हो जैसा मैं कहते आ रहा हूँ तो अपनी भाषा को बनाइए या ऐसी भाषा लें जो काम करती है ऐसी भाषा लें जो तटस्थ हो मगर इसके साथ ही एक भाषा जो शामिल करे और कैसे कर सकते हैं आप ऐसा क्योंकि आप जानते नहीं आपके पाठक कौन हैं और कैसा मैने पिछले भाषण में कहा आपको अनुमान लगाना होता है अपने पाठकों के बारे में तो जब आप अनुमान लगाते हैं अपने पाठकों के बारे में सोचिए अपने आप को पाठकों के स्थिति में तो हमेशा बेहतर रहता है अपने आप को दूसरे व्यक्ति के जूतों में डालना और फिर आप सिर्फ समझ पाएंगे कि आपको ऐसे तरीके से काम करना है या ऐसे तरीके से लिखना है कि आप हासिल कर पाएं एक प्रकार की सरलता यहाँ हमें याद दिलाया जाता है बेन फ्रेंक्लिन कीएकबहुत बढ़िया पंक्ति का जो कहते हैं अच्छा बनने के लिए एक इच्छा होने चाहिए पाठक को लाभ पहुँचाने की और आज के ज़माने में व्यवसाय की दुनिया में और सभी में हर समय ऐसा रहा है चाहे आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए आप शिक्षक हैं आपको जरूर जब आप भाषण की योजना कर रहे हैं जब आप जब आप लिख रहे हैं कुछ आपको देखना होगा कि यह लाभ देता है दूसरे तरफ जो व्यक्ति है उसे मेरा मतलब आपके पाठक तो कुछ अच्छा बनाने के लिए आपको एक इच्छा बनानी होगी ताकि यह आपके पाठकों को लाभ दे और ऐसा कैसे बन सकता है इतने सारे चीज़ें हैं जैसा मैने कहा पहला है कि जिस भी दस्तावेज़ को आप लिखने जा रहे हैं मेरे प्रिय दोस्तों आपको बहुत संक्षिप्त होना होगा किसके पास समय है आज आपकी लम्बी दस्तावेज़ पढ़ने का किसके पास धीरज ही किसके पास वास्तव में बहुत सारा दृढ़ता है जारी रखने के लिए जब तब आपकी लेखन बहुत शामी करने वाली नहीं तब तक कोई उसे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा तो आपका क्या करना चाहिए आपको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा जानकारी कम शब्दों में देने की पहले ही कहा जा चूका कि संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है दुसरे शब्दों में डालने के लिए आपको कोशिश करनी होगी अपना दस्तावेज संक्षिप्त बनाने की मेरा मतलब छोटा और कैसे कर सकते हैं आप ऐसा क्योंकि आप जानते हैं जब आप एक बहुत लम्बा वाक्य या बहुत लम्बा अनुच्छेद लिखने जाएंगे लोग वास्तव में उदासीन हो जाएंगे बहुत जल्दी आजकल अगर लोगों के बस किसी चीज़ की कमी है वह है धीरज किसी के पास धीरज नहीं समय बदल गया है मेरे प्रिय दोस्तों और आपको भी बदलना होगा अपने आप को बदलते समय के साथ तो जो हासिल करन जरुरी है वह है संक्षिप्प्ता जब आप लिखने जा रहे हैं यहाँ कुछ उदाहरण हैं मैने न केवल कुछउदाहरण दिए हैं बल्कि मै वास्तव में दिखाना छह रहा हूँ कैसे इन लम्बे वाक्यों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है इन्हें छोटा कर के बिना अर्थ का नुकसान हुए देखिए पहले वाक्य को को दीप्तिमय वाक्य औरअनुच्छेद बहुत अक्सर बाधा बनती हैं लेखक के उद्दिष्ट अर्थके लिए आप पाएंगे न केवल वाक्य लम्बा है बल्कि चुने गए शब्द काफी कठिन काफी उलझे हुए हैं भाषा जटिलताओं और उलझनों का खेल है मगर भाषा आराम और संतुष्टि बनाने का भी खेल है आप सिर्फ यह कर सकते हैं आप संशोधन कर सकते हैं और वाक्य लिख सकते हैं बिना अर्थ का कोई नुकसान हुए लम्बे वाक्य और लम्बे अनुच्छेदकह कर लेखक के उद्दिष्ट अर्थ में बढ़ा आती है तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं मेरे प्रिय दोस्त कोई नहीं कहेगा कि आपकी लेखन कठिन है सभी इस प्रकार केलेखन केसाथ बेहतर महसूस करेंगे आप एक नज़र दूसरे वाक्य पर भी लगा सकते हैं मैने चार पांच वाक्य दिए हैं मैआपके लिए एक या दो पढूंगा बाकी आप अपने आप पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं लेखन पर इसवर्तमान कोर्स की रचना कार्यात्मकलेखन के बाधाओं से निपटने के लिए की गई है उन जवान पेशेवरोंके लिए जो अपनी जीविका कॉर्पोरेट क्षेत्र से कमाने की योजना कर रहे हैं अब देखिए मैने एक लम्बा वाक्य लिखा है मगर फिर जो वास्तव में मेरा अर्थ है इस वाक्य से वह ज्यादा नहीं है जो मै संशोधितसंस्करण में कहता हूँ उससे अगर आप बस वाक्य काट दें अगर आप वाक्य को छोटा बना दें और छोटे अभिव्यंजनों के लिए जाएं क्योंकि अक्सर आप पाएंगे कि ऐसे काफी अभिव्यंजनाएँ हैं दुहराव है और जिनकी जरूरत नहीं अगर मैकहता हूँ लेखन पर यह वर्तमान कोर्स कॉर्पोरेट पेशेवरों के लिए बनाया गया है आप अर्थ समझते हैं हैं क्या आप समझते नहीं मेरे प्रिय दोस्तों आप अर्थ हैं तब भी जब मै वाक्य को इतना छोटा बना देता हूँ इस तरह अब चलिए दुसरे वाक्य को भी देखते हैं ऐसे कई शब्द हैं जिनकी आवश्यकता नहीं जिन्हें हटाया जा सकता है सावधानी से किए गए संशोधन से अब यहाँ आप इसे आसान कर सकते क्योंकि यहाँ आप पाएंगे कि वाक्य ना केवल लम्बा है बल्कि कुछ शब्द बहुत कठिन हैं तो आपको वास्तव में अपने वाक्य को एक क्रिया से शुरू करवाना है जब आप शुरू करते हैं क्रिया के साथ वाक्य ज्यादा ताज़ा बन जाता है ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है ध्यान से संशोधन करिए अनावश्यक शब्दों को हटाने के लिए यकीनन यही मेरा अर्थ था और इसलिए मै कहता हूँ अपने दस्तावेज़ को पठनीय बनाने के लिएआपको केवल उसे छोटा बनाना है आपको उसे मुद्दे पर बनाना है वरना क्या होगा आप वास्तव में पाठकों को भ्रमित कर देंगे और ना केवल आप पाठकों को भ्रमित करेंगे आप वास्तव में अपने पाठकों पर इतने सारे शब्द थोप देंगे जो वास्तव में अर्थ रखते हैं मगर इसके साथ ही पाठकों का दिमाग थका देते हैं उसके बाद क्या आपको स्पष्टता हासिल करना भी जरुरी है और कैसे आप पा सकते हैं स्पष्टता क्योंकि स्पष्टता किसी भी दस्तावेज़ में उस जानकारी के टुकड़े के बारे में हैं जिसे आप सभीजानते हैं आप वास्तवमें अपने पाठकों को यकीन दिलाना चाहते हैं या आप समझाना चाहते हैं आप वर्णन करना चाहते हैं आप पढ़ाना चाहते हैं आप बताना भी चाहते हैं सलाह देना कुछ भी मगर फिर अगर यह सारा मामला स्पष्ट नहीं क्या होगा स्पष्टता की कमी लेखन के लक्ष्य के बारे में लेखन के उद्देश्य को हरा देती है तो अगर आप पक्का नहीं हैं स्पष्टता के बारे में फिर सहज रूप में दस्तावेज़ पठनीय नहीं बनेगा वह दस्तावेज़ वास्तव में बहुत भ्रामक होगा तो क्या किया जा सकता है इस परिणाम को हासिल करने के लिए अनावश्यक प्रयोगअप्रत्यक्षभाषा का अक्सर कई लोगों के पास पसंद होती है बड़े अभिव्यंजन बड़े वाक्यांश शब्द जो बड़े सुनाई देते हैं शब्द जो कानों को बहुत पसंद आते हैं मगर जब आप अर्थ जान पाते हो बहुत कठिन भी होता है क्योंकि आप अर्थ नहीं जानते तो कैसे जानें अर्थ और जैसा मै कहते आ रहा हूँ कि कोई पाठक हमेशा शब्दकोश या कोश लेकर नहीं बैठता है मेरे प्रिय दोस्त तो लेखक के रूप में आपको यह करना है आपको व्यक्त करने की इच्छा रखनी है प्रभावित करने की नहीं तो व्यक्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन व्यक्त इस रूप से करना है कि वह केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि वास्तव में अर्थ की अभिव्यक्ति है उदाहरण के लिए यहाँ इस वाक्य में जो मैने आपके लिए लिया है जंगल बचाने के प्रति जनता की उदासीनता ने चर्चाओं का उत्सवशुरू करदिया है अब आप यहाँ पाएंगे सन्देश स्पष्ट नहीं है क्यों क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें लिखा गया है जो ना केवल चर्चाओं के बारे में है बल्कि वह कठिन शब्दों के बारे में भी है जंगल बचाने के प्रति जनता की निठुराई ने बहुत चर्चाओं को बढ़ावा दिया तो अगर आप ऐसे योजना करते हैं मुझे लगता है आपकी लिखित दस्तावेज़ ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी ज्यादि स्पष्ट बन जाएगी अपने लिखित दस्तावेज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए आप जरूरपालन करना होगा या आप जरूर अपनाना पड़ेगा यह सूत्र जिसे कहते हैं किस जिसका अर्थ है सरलऔर संक्षिप्त रखें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ दिए हुए जो आपकी मदद करेंगे अक्सर लोग क्या करते हैं वह वास्तव में अपने वाक्यों में अनावश्यक गुच्छे भर देते हैंसंज्ञा की वह वास्तव में एक संज्ञा प्रभाव बनाते हैं और उनमें से एक मेरे प्रिय दोस्तों है अपना खुद का वाक्य लाना या बनाना इस तरह से कि जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं वह व्यक्त हो जाएसबसे पहले अवसर पर उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाक्य को हमारा सुझाव है किआप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें जब तक आप मांग और हासिल कर नहीं लेते हैं योजनाके लिए अनुमोदन टीमलीडर से परियोजनाके शुरुआत से पहले आप मुझे कह सकते हैं कि यह सभी शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं बहुत आसान है फिर समस्या कहाँ है मेरे प्रिय दोस्तों समस्या केवल शब्दों के साथ नहीं समस्या वास्तव में वाक्य की लम्बाई है तो जब तक एक व्यक्ति वाक्य के अंत तक पहुँचता है वह भूल जाता है वाक्य का मतलब क्या है तो यह बेहतर है और अब हम क्या कर सकते हैं कि हम वास्तव में एक क्रिया से शुरुआत कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम प्रस्तावित करते हैं कि आपको योजना के लिएअनुमोदन परियोजना लेनेके पूर्व मांगनी चाहिए और यह वाक्य बहुत अर्थपूर्ण बन जाता है तो हमेशा याद रखिए यह किसफार्मूला जो कहता है अपना मामला हमेशा सरल रखिए अपना मामला छोटा और सरल रहिए उसे छोटा और सरल रखिए आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते है जो यहाँ आखरी वाक्य में है आप इसे अपने फुर्सत में पढ़ सकते हैं और अपने आनंद में भी और हमारे पास ऐसे बहुत अवसर होंगे जहाँ हम बात कर सकते हैं मगर फिर वास्तव में जो बचता है चर्चा के लिए महत्वपूर्ण रूप से है एकता अनुकूल और अनुक्रम लाना जैसा हमने बात किया था जब हम सत्यजीत रे के फिल्म मेकिंगअनुच्छेद के बारे में बात कर रहे थे यहाँ आप यह भीजान सकते हैंकैसे हासिल करते हैं एकता अनुकूल और अनुक्रम जब आप एक वाक्य शुरू करते हैं और अगर आप वाक्य को एक कल में शुरू करते हैं कृपया उसी कालमनोदशाऔर आवाज़ में जारी रखें शुरुआत शरीर और आखरी वाक्य आखरी वाक्य से मेरा मतलब हैनिष्कर्षके लिए एक उचित संबंद जरुरी है तो मान लीजिए किसी ने वाक्य शुरू कियाएक कल में एक मनोदशा में और एक आवाज़ मेंऔर अगला वाक्य आवाज़ में है अलग काल में है कोई उचित संबंध नहीं होगा तो अनुकूल बनाए रखने के लिए जो आपको करने की आवश्यकता है वह है आप वास्तव में अनुकूल सुनिश्चित कर सकते हैं विचारों का नियंत्रण सुनिश्चित करके मेरा मतलब एक नियंत्रण विचार ना केवल एक वाक्य में मगर एक अनुच्छेद में इसलिए अनुच्छेद लेखन के नियम हैं कि एक अनुच्छेद में आपको बात करनी है केवल एक विचार के बारे में और सिर्फ तब आपका अनुच्छेद प्रभावशाली बनेगा और इसलिए आप पाएंगे कि अनुच्छेद केवल परिवर्तन मार्गहैं वे वास्तव में पाठकों के आँखों को राहत पहुंचाते हैं अब आप यहाँ एक अनुच्छेद पा सकते हैं जिसे मैने एक वेबसाइट से लिया है जो कहता है भारत की प्राकृतिक परिदृश्यबहुत समय से शरण हैपूरी दुनिये में चिडयों को लिए और कोईबेहतर तरीका नहीं है भारत कीपक्षी संस्कृति का आनंद लेने के लिए भारत केचिड़िया देखने वाले यात्राओं के आलावा मेरे प्रिय दोस्तों आप पाएंगे लिखक अपने पाठक को इस अनुच्छेद से चिपका कर रखने के लिए ना केवल सरल भाषा का उपयोग करता है बल्कि वह एक प्रकार की अनुकूल प्रदान करताहै वह एक प्रकार की अनुक्रम भी प्रदान करता है जैसे वह कहता है ऐसे यात्रा वह एक प्रकार का संबंध देता है एक वाक्य के बीच और दुसरे यह कह कर ऐसे यात्रा आपको आनंद लेने देंगे शानदार परिदृश्य का जहाँयह पक्षी अपना घर बनाते हैं साथ ही साथ पक्षियों की खुद की दृष्टि और आवाज़ अब इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सोच सकते हैं कैसे अनुक्रम करना चाहिए क्योंकि जब आप अनुच्छेद के लिए जा रहे हैं या जब आप वाक्य के लिए जा रहे हैं आपको समझना जरुरी है कि आपका वाक्य किसी अनुक्रम के अनुसार होना चाहिए जब तक कि वह अनुक्रम नहीं है पाठक प्रेरित नहीं होगा पाठक को प्रेरित नहीं किया जा सकता है आपका दस्तावेज़ पढ़ने के लिए तो यह अनुक्रम या तोकालानुक्रमित हो सकता है कालानुक्रमित से मेरा मतलब है इसे समय के अनुक्रम के अनुसार बनाया जा सकता है यह स्थानिक भी हो सकता है यह समझा भी सकता है आप जानते हैं स्थिति को यह एक अनुक्रम का पालन भी कर सकता है आप से विश्ष्ट तक और विश्ष्ट से विपरीतता से जब आपको लेख्य लिखना है जब आपको एक विवरण लिखना है आप पाएंगे कि जब आप समझा रहे हैं आप या तो निष्कर्ष से शुरू करते हैं और फिर आप परिचय पर जाते हैं य आप परिचय का पीछा कर रहे हैं और फिर जब आप चर्चा कर रहे हैं और फिर आप निष्कर्ष पर जा रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं अनुशंसा पर हम चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों की जब हम अगले अनुभाग में जाते हैं और विवरण लेखन और आदि और फिर आप भी बना सकते हैं अपना वाक्य या अनुच्छेद तुलना व्यतिरेक के अनुसार साथ ही साथ कारण और परिणाम यहाँ नीचेदिया गया है एक वाक्य जिसे लेखा गया है बहुत कालनुक्रमित रूप से और आप पाएंगे पाठक चिपके रहता है इससे जब लेखक कहता है जुलाई और अगस्त इस साल मानसून के मुख्य महीनें जहाँ सबसे गीला भारत देखा गया २५ सालों में और फिर वह कहते हैं देशभर वर्षा दो महीनों में १० प्रतिशत ज्यादा हुआ है सामान्य से और सबसे ज्यादा १९९४ के बाद से अभिलेख बताते हैं तो जब आप इसेतार्किकअनुक्रम देते हैं उसके बाद अगला चीज़ है भाषा और जैसा मै कहते आ रहा हूँ भाषा के बारे में कि आपको अपनी भाषा कुर्बान नहीं करनी चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों क्योंकि भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाताहै जब आप कोई दस्तावेज़ लिखते हैं और जब आप कोई दस्तावेज़ लिखने जा रहे होंगे देख लीजिएगा कि भाषा थोपनी नहीं चाहिए भाषा पाठकों कादिमाग थकानानहीं चाहिए कहा गया है यह सब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी विशिष्ट दस्तावेज़ के लेखक के रूप में मेरे प्रिय दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरुरी है इन सब चीज़ों के अलावा वह है व्याकरणिकशुद्धता जब हमारे पास समय की कमी हो रही है आप खुद ही यह स्लाइड पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं हम चर्चा कर रहे होंगे आगे आने वाले दिनों में जब हम बात करेंगे किसी विशिष्ट दस्तावेज़ के अंदाज़ के बारे में जब हम उस अनुभाग तक पहुंचेगे तब तक के लिए सोचते रहिए अभ्यास करते रहिए योजना करते रहिए बेहतर और प्रभावशाली दस्तावेज़लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो